हम ग्रिड रूटिंग एल्गोरिदम पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम इस व्याख्यान में कुछ और एल्गोरिदम पर चर्चा करेंगे जो कि चल रहे समय के भंडारण के संदर्भ में अधिक कुशल हैं पहले वाले को हैडलॉक एल्गोरिथ्म Hadlock's algorithm कहा जाता है यह विधि आपको पहले बता देता हूँ यह ली के एल्गोरिथ्म के समान है इस अर्थ में कि यहां हम कुछ सेल को संख्याओं के साथ लेबल कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से हम लेबलिंग कर रहे हैं जिस तरह से तरंग मोर्चों की प्रगति हो रही है वह बहुत अलग है क्योंकि ली के एल्गोरिथ्म में आप सिर्फ मूल तंत्र को याद करने की कोशिश करते हैं आप सभी दिशाओं में नंबरिंग या तरंग मोर्चों को बिना किसी विचार के प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिशा में जहां लक्ष्य वास्तव में स्थित है इसलिए यदि लक्ष्य वहां स्थित था तो आप ली के एल्गोरिथ्म में दूसरी दिशा में तरंग मोर्चे का प्रचार भी कर रहे हैं लेकिन हैडलॉक के एल्गोरिदम में आप विशेष रूप से इस तथ्य पर नज़र रखते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या उल्टी दिशा में आप हमेशा प्राथमिकता देते हैं यदि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप रिवर्स मोर्चों में तरंग मोर्चों के अनावश्यक विस्तार से बच रहे हैं जो स्पष्ट रूप से सेल की कम संख्या की आवश्यकता होगी जो निश्चित रूप से बहुत तेजी से और समय में परिणाम देगा लेकिन यहां मूल अवधारणा को देखें तो यह सेल लेबलिंग योजना जिसका उपयोग हैडलॉक के एल्गोरिथ्म में किया जाता है मेरा मतलब है कि कुछ अलग संख्याओं का उपयोग करें अब चक्करदार मार्ग क्या है मैं इस चक्करदार मार्ग की अवधारणा को एक आरेख की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए मेरे पास यहां एक स्रोत है मेरे पास यहां एक गंतव्य है इसलिए मैं इस तरह से S से D तक एक रास्ता खोजना चाहता हूं अब मान लीजिए किसी कारण से मैं इस तरह से एक रास्ता नहीं ढूँढ सकता मैं देख सकता हूं कि रास्ता खोजने के लिए मुझे D से दूर जाना पड़ सकता है फिर मुझे इस रास्ते से D की ओर वापस आना पड़ सकता है अब यह चाल जहां मैं D से दूर जा रहा हूं इसे एक चक्करदार मार्ग कहा जाता है यहां मैं D से दूर जा रहा हूं लेकिन इस सेगमेंट के अलावा आप कहीं और नहीं देखते हैं कि हम इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं यहाँ से कहें कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं यहाँ भी हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ हम चक्कर खा रहे हैं अब सेल की संख्या जिसे हम D के संबंध में दूर ले जा रहे हैं जिसे चक्कर नंबर कहा जाता है यह विचार है तो चक्कर संख्या देखें पथ 2 के संयोजक संख्या जो 2 सेल को जोड़ता है लक्ष्य से दूर निर्देशित ग्रिड सेल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है अब आप पूरे रास्ते को देखते हैं कि आप यह पता लगाते हैं कि आप वास्तव में कितने ग्रिड सेल को लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं जो कि आपका नंबर d होगा अब एक बात आप भी इस उदाहरण में अब समझने की कोशिश करते हैं तो आप इस रास्ते में दूर जा रहे हैं इसलिए आप जितना दूर जा रहे हैं आपको उतनी ही मात्रा में फिर से वापस आना होगा तो यह है कि आपके वापस आने के दौरान d के इस राशि को भी जोड़ना होगा तो इसीलिए यहां चक्करदार संख्या के संबंध में पथ की लंबाई आप अनुमान लगा सकते हैं कि S और T के बीच मैनहट्टन की दूरी के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है जो कि सबसे छोटा रास्ता है जो नहीं हो सकता है वह मैनहट्टन की दूरी प्लस चक्करदार संख्या नंबर से दोगुना है इसलिए एक बार जब आप दूर की दिशा में जाते हैं तो आपको उतना ही फिर से वापस आना होगा तो आप पथ की लंबाई का आकलन कैसे कर रहे हैं और हैडलॉक के एल्गोरिथ्म के पीछे का विचार यह है कि आप सेल को लेबल करने के लिए चक्कर संख्या का उपयोग करते हैं इसलिए सेल फिलिंग ली के एल्गोरिथ्म के समान है अंतर यह है कि आप सेल को चक्कर नंबर से भरते हैं न कि उसकी दूरी से और यह सेल जो छोटे चक्कर लगा रहे हैं और उच्च प्राथमिकता के साथ विस्तारित हैं और यहाँ एक और बात हर कदम पर ली के एल्गोरिथ्म में देखने के लिए हम एक पड़ोसी को लेबल कर रहे हैं अगले चरण में पड़ोसी के पड़ोसी को लेकिन हैडलॉक के एल्गोरिथ्म में हम जाते हैं और लेबलिंग करते हैं जब तक आप एक ही चरण में एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उदाहरण के लिए जब तक आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका अर्थ होगा 0 की संख्या में चक्करदार मार्ग आना इसलिए अगर मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं तो मैं लगातार एक ही बार में आसन्न सेल 0 0 0 0 0 0 0 लेबल कर सकता हूं यह विचार है लेकिन हालाँकि यहाँ पथ का अनुगमन इतना सरल नहीं है तो आपको कुछ डेटा संरचना की आवश्यकता है आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी और कुछ हद तक खोज पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है यह वह कीमत है जो आप चुका रहे हैं तो आइए हम इस उदाहरण के लिए हैडलॉक के एल्गोरिथ्म का वर्णन करें जहां हम फिर से ग्रिड क्षेत्रों के इस सरणी को काले क्षेत्रों के साथ दिखा रहे हैं उन्हें बाधाओं के रूप में पहचाना जाता है यह स्रोत है यह आपका लक्ष्य है इसलिए S से शुरू करके हम इन सेल को चक्कर नंबर के साथ लेबल करना शुरू करते हैं एक बात पर गौर करें S यहाँ है T दाईं ओर और S के शीर्ष पर है इसलिए दाईं ओर या ऊपर की ओर कोई भी चाल चक्कर की संख्या में वृद्धि नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन शीर्ष अवरुद्ध है आप शीर्ष पर नहीं जा सकते एकमात्र तरीका जिसमें आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं वह दाईं ओर है तो इस तरह आप 2 सेल को इधर से उधर कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आप रुक जाते हैं आप सही दिशा में नहीं जा सकते क्योंकि दायां और शीर्ष दोनों अवरुद्ध हैं तो पहले चरण में आप जैसे लेबल कर रहे हैं यह चक्कर नंबर शून्य इसका मतलब है आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप केवल इस तक बढ़ सकते हैं इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको एक चक्कर लगाना होगा तो किस तरह का चक्कर आप लगा सकते हैं तो 0 से हम इस ओर बढ़ सकते हैं 0 से आप इस तरफ बढ़ सकते हैं S से आप इस तरफ से आगे बढ़ सकते हैं S से आप बाईं ओर जा सकते हैं इसका मतलब 1 संख्या का चक्कर होगा और उसका मतलब एक सेल जो आप आगे बढ़ा रहे हैं और T से दूर ले जा रहे हैं जो इस तरह से है न केवल इस तरह से इसलिए एक बार जब आप एक सेल को S के बाईं ओर ले जाते हैं और 1 के रूप में इस सेल को लेबल करते हैं तो मेरा मतलब है कि आप इस सेल को तब तक लेबल करने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक आप दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप यहां से प्रक्रिया जारी रखें तो जैसे ही आप इस विशेष सेल को 1 के रूप में लेबल करते हैं यहां से आप देख सकते हैं कि आपका T दाईं ओर शीर्ष पर है तो शीर्ष या दाईं ओर कोई भी सेल आप 1 1 1 के साथ लेबलिंग पर जा सकते हैं क्योंकि आप कोई अन्य चक्कर नहीं लगा रहे हैं चक्करदार मार्ग बदल नहीं रहा है d नहीं बढ़ रहा है इसलिए जब तक आप यहां तक नहीं पहुंचते तब तक आप लेबलिंग पर चले जाते हैं लेकिन यदि आप किसी और स्थान पर पहुंचते हैं तो इसमें एक और बाधा शामिल होगी क्योंकि आप T से ऊपर जा रहे हैं इसलिए यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो ये 2 लेबल बन जाएंगे इसलिए आप तब तक यहां जाते हैं और लेबलिंग करते हैं जब तक कि आपका चक्कर नंबर नहीं बढ़ता है तो आप दूसरे चरण में बहुत सारे सेल महसूस करते हैं आपके द्वारा यह तीसरा चरण करने के बाद आपको एक और चक्कर लेना होगा इसका मतलब है आप या तो ऊपर चले गए हैं या इस मामले में बाईं ओर चले गए हैं या इस मामले में नीचे चले गए हैं तो इस तरह यह सेल आपको यहाँ 2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा अब आप यहाँ से फिर देखते हैं कि आप T तक पहुँचने के लिए एक और चक्कर लगा चुके हैं क्योंकि सही दिशा में कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपको यहां या यहां या सभी 3 पर जाना होगा लेकिन आप इस 2 को देखें यदि आप इस सेल में 3 के रूप में यहां से जाते हैं तो वहां से आपका T दाईं और नीचे होगा आप 3 3 3 3 के साथ इसे जारी रख सकते हैं इसका मतलब है आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो यहाँ 3 नंबर मिल रहे हैं लेकिन यहाँ आपको 3 मिलते हैं आप 3 के साथ जारी रख सकते हैं क्योंकि यह यहाँ और आगे का चक्कर नहीं है तो आपको एक रास्ता मिल गया है रास्ता कुछ इस तरह दिखाई देगा इसलिए जहां आपने 3 चक्कर लिए हैं एक यहाँ चक्कर लगाता है दूसरा यहाँ चक्कर लगाता है दूसरा यहाँ चक्कर लगाता है तो आपकी कुल पथ लंबाई S और T के बीच मैनहट्टन की दूरी प्लस दोगुना डी पी में होगी जो कि 3 है लेकिन जैसा कि मैंने इस मामले में कहा था कि रिट्रेसिंग तुच्छ नहीं है आपको इस सेल की किसी तरह की खोज करनी होगी जिसे आपने लेबल किया है इसलिए मैं उस के विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन बस याद रखें कि आपका रिट्रेसिंग यहां थोड़ा अधिक जटिल है लेकिन फायदा यह है कि आप हर कदम पर आप कई सेल को लेबल कर रहे हैं जब तक कि आप सही दिशा में चल रहे हैं आप अनावश्यक रूप से गलत दिशा में लेबल नहीं फैला रहे हैं आवश्यकता होने पर ही आप दूर जा रहे हैं केवल जब आप देखते हैं कि आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं तब ही आप दूर हटते हो हैडलॉक के एल्गोरिदम के प्रदर्शन के पीछे मूल अवधारणा यह है कि निश्चित रूप से बेहतर है तो ली का एल्गोरिथ्म क्योंकि यह सामान्य रूप से सेल की संख्या को बहुत कम लेबल करता है और स्वाभाविक रूप से तेजी से चलता है लेकिन समस्या यह है कि मेमोरी जटिलता या भंडारण जटिलता बहुत ज्यादा नहीं बदलती है क्योंकि यहां भी आप डेटा संरचना को 2 आयामी सरणी के रूप में रख रहे हैं तो अगर यह २००० से २००० ग्रिड है तो आपको इन कोशिकाओं में से प्रत्येक की इस स्थिति को सही रखने के लिए २००० से २००० सरणी बनाए रखना होगा तो ये वे फायदे हैं जिनका उल्लेख किया गया है और निश्चित रूप से समय चल रहा है वास्तव में विश्लेषण करना मुश्किल है लेकिन यह पाया गया है कि N से N ग्रिड के लिए 2 बिंदुओं को जोड़ने के लिए रनिंग समय का मतलब है जो रैखिक समय एल्गोरिथ्म है N स्क्वायर ऑर्डर करने के लिए यह निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि अवरोध कहाँ स्थित हैं S और T के कौन से स्थान हैं अब लेकिन यह औसत मामला है अब हम एल्गोरिदम लाइन सर्च एल्गोरिथम के एक वैकल्पिक वर्ग में आते हैं पहले मैं आपको यहां की मूल अवधारणा को बताने की कोशिश करता हूं अब भूलभुलैया में चल रहे एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं हम मूल रूप से 2 आयामी सरणी की लेआउट सतह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जहां सरणी के प्रत्येक तत्व को सेल के रूप में दर्शाया गया था और हम सेल को लेबल कर रहे थे और किसी प्रकार की खोज कर रहे थे ताकि स्रोत से हम लक्ष्य तक पहुंचें लेकिन लाइन सर्च एल्गोरिथ्म के मामले में अवधारणा कुछ अलग है मैं क्षेत्र को 2 आयामी सरणी के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं मेरे पास केवल यहाँ होने के लिए कुल क्षेत्र उपलब्ध है यहाँ हम कई सीधी रेखाओं के बारे में जानकारी रखते हैं इसलिए यहां हमारी डेटा संरचना भिन्न होगी आपको सीधी रेखाओं की संख्या को बनाए रखना होगा सीधी रेखा को उनके अंत निर्देशांक द्वारा दर्शाया जा सकता है दो निर्देशांक का अर्थ सीधी रेखा है और आपको यह भी खोजना होगा कि क्या 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं अगर कटाव होता हैं तो कटाव का बिंदु क्या है वैसे आप अपने सरल समन्वय ज्यामिति के लिए कर सकते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि इसका मतलब है स्कूल का गणित जो आसान है तो चलिए मैं इसके पीछे की प्रेरणा को समझाने का प्रयास करता हूं इससे पहले कि मैं मुख्य विवरणों को समझाऊं विचार यह है कि मेरे पास एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें मुझे पॉइंट रखना है मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक स्रोत है मेरा यहाँ एक लक्ष्य है खैर पहले के मामले में हम जो कर रहे थे वह एक ग्रिड में आसन्न सेल को लेबल करने वाले तरंग मोर्चों का प्रसार कर रहे थे तांकि संख्याएं आखिरकार T तक पहुंच जाएंगी लेकिन यहां हम एक बहुत ही सरल अवधारणा का उपयोग करते हैं बस उस समय के लिए मान लेते हैं कि कोई बाधा नहीं है अच्छी तरह से बाधाओं की उपस्थिति में हम बाद में देखेंगे मैं इससे क्या करता हूं यह बिंदु S आप सिर्फ 2 सीधी रेखाओं एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर की कल्पना करते हैं ये 2 सीधी रेखाएँ S से आ रही हैं इन्हें S1 और S2 कहें इसी तरह T से आप एक समान तरीके से शुरू करते हैं एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा उन्हें T 1 और T2 कहते हैं अब यदि हम यहां अच्छी तरह से खोजते हैं तो बस फिर से आपके पास डेटा संरचना के बारे में बात करते हैं LS S से शुरू होने वाली लाइनों का सेट है इसी तरह आपके पास LT है जो T से शुरू होने वाली लाइनों का सेट है अब हम हर चरण में यह जांचते हैं कि सेट LS से कोई लाइन LT को काटती है या नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह जो अंतर है इसका मतलब यह है कि इस L से लाइन है या नहीं इसका मतलब यह है कि आप क्या जाँच रहे हैं कि क्या L1 S के अंतर्गत आता है क्षमा करें LS दूसरी पंक्ति L2 को काटता है जो LT से संबंधित है इसलिए हम हर कदम पर इसकी जांच कर रहे हैं कई चौराहे हो सकते हैं जैसे इस मामले में एक चौराहा यहां हो रहा है एक चौराहा यहां हो रहा है मान लें कि हम इसे चौराहे के रूप में लेते हैं एक बार जब हम चौराहा पाते हैं तो हम वहां से T और S तक का पता लगा सकते हैं हम T तक जाने के लिए लाल रेखाओं का पता लगा सकते हैं हम S तक जाने के लिए हरी रेखाओं का पता लगा सकते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास क्या है हमें पहले से ही S और T के बीच एक रास्ता मिल गया है अवधारणा बहुत सरल है इस तरह से हमें S और T के बीच एक रास्ता मिल जाता है इसका फायदा आप तुरंत देख सकते हैं तो हम सेल को लेबल नहीं कर रहे हैं हम बहुत बड़े भंडारण का उपयोग नहीं कर रहे हैं केवल इस विशेष उदाहरण में हमें 4 सीधी रेखाओं का ट्रैक रखना है मतलब 4 गुणा 2 8 निर्देशांक और कुछ सरल समन्वयित ज्यामिति बीजगणित का पता लगाने के लिए कि क्या रेखाएं क्रॉस कर रही हैं या नहीं यदि वे क्रॉस करते हैं कि समन्वय क्या है इसलिए एक बार जब हमारे पास समन्वय हो जाता है तो आप बाधाओं के मार्ग का निर्माण करने वाले लाइन सेगमेंट प्राप्त कर सकते हैं बेशक आपको अपने डेटा संरचना में बाधाओं के बारे में कुछ जानकारी रखनी होगी कि ये वे स्थान हैं जहाँ कुछ बाधाएँ हैं तो आपकी डेटा संरचना सीधी रेखाओं की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल होगी न केवल सीधी रेखाओं में आपको कुछ आयतों का भी प्रतिनिधित्व करना होगा जो कि रखी गई कुछ बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं आप एक बाधा के पार लाइन नहीं चला सकते हैं कि आपको किसी और रास्ते पर चलना होगा अब हम इस पर वापस आते हैं तो इस लाइन सर्च एल्गोरिथ्म में मूल विचार यह है कि सिर्फ उदाहरण जो मैंने दिखाया है तो यहाँ कुछ स्तर है इसलिए S के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर रेखा और T के माध्यम से एक क्षैतिज रेखा के बीच कोई बाधा नहीं मान कर चलते हैं या इसके विपरीत भी हो सकता है तो S के माध्यम से कुछ क्षैतिज रेखा और T के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी प्रतिच्छेद कर सकती हैं और एक बार जब हम एक चौराहा प्राप्त करते हैं तो आपको S और T के बीच मैनहट्टन का रास्ता मिलता है जो सबसे छोटा रास्ता होगा लेकिन जब बाधाएं बढ़ जाती हैं तो जटिलताएं बढ़ जाती हैं और आपको कई ऐसे रेखाओं को खींचना पड़ सकता है अब इस लाइन सर्च एल्गोरिदम में नोट करने वाला एक बिंदु है वे बहुत तेज़ हैं और इसलिए अधिकांश CAD एल्गोरिदम जो क्षेत्र रूटिंग करते हैं वे इन लाइन सर्च एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं लेकिन ये एल्गोरिदम हमेशा सबसे छोटे रास्ते का सबसे अच्छा रास्ता बनाने की गारंटी नहीं देते हैं और दूसरी बात उन्हें बैकट्रैकिंग की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आप एक ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें आप मृत अंत तक पहुँच गए हैं आपको वापस जाना पड़ सकता है और वैकल्पिक मार्ग आज़मा सकते हैं इस तरह के परिदृश्य भी हो सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि रूटिंग क्षेत्र और मार्ग भी रेखाओं के समूह द्वारा दर्शाए जाते हैं और 2 आयामी मैट्रिक्स के रूप में मेज़ रूटिंग एल्गोरिदम के रूप में नहीं इसलिए हम 2 अलग अलग एल्गोरिदम देख रहे होंगे पहला मिकामी और तबूची के एल्गोरिथ्म के रूप में ये 2 व्यक्ति हैं जो इस एल्गोरिथम को प्रस्तावित करते हैं इसलिए यहाँ मुझे इस चरण की व्याख्या करने दें फिर मैं एक उदाहरण के साथ बताऊंगा तो 2 टर्मिनलों को जोड़ा जाना है S और T इसलिए आरंभीकरण कदम हम इसे चरण 0 कहते हैं 4 लाइनें उत्पन्न करें 2 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर जोकि S और T के माध्यम से गुजरते हैं आइए एक उदाहरण के साथ चरणानुसार काम करते हैं S और T से गुजरने वाली 4 लाइनें जेनरेट करें आइए हम एक उदाहरण लेते हैं इस उदाहरण को देखें यह उदाहरण स्रोत बिंदु लक्ष्य बिंदु और वहां पहले से मौजूद कुछ बाधाओं को दर्शाता है तो चरण 0 कहता है कि हम 4 लाइनें बनाते हैं तो मैं S के माध्यम से इस तरह से गुजरने वाली एक क्षैतिज रेखा और इस से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा उत्पन्न करता हूं मैं उन्हें S0 और S0 कहता हूं इसी तरह लक्ष्य से मैं एक अलग रंग एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा का उपयोग कर रहा हूं आइए हम फिर से इसे T0 और T0 कहते हैं यह पहला चरण हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाधाओं के कारण ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं क्योंकि ये रेखाएँ बंद हो रही हैं तो आपको कुछ और पुनरावृत्त चरणों की आवश्यकता है तो आगे क्या अगला चरण इन पंक्तियों को विस्तारित करने के लिए कहता है जब तक वे अवरोधों या लेआउट की सीमा को नहीं मारते यदि S से उत्पन्न रेखा T से उत्पन्न रेखा को काटती है तो एक संपर्क पथ मिल जाता है इसलिए आप यहां देखते हैं कि हमने इन पंक्तियों को तब तक बढ़ाया है जब तक कि वे या तो अवरोधों की सीमाओं या लेआउट की सीमाओं से टकराते हैं और अगर वे एक दूसरे को काटते हैं जोकि वे नहीं कर रहे हैं इसलिए यदि वे एक दूसरे को काटते होते तो उदाहरण के लिए यदि लक्ष्य यहां होता तो यह क्षैतिज रेखा सीधे यहां पर होती इसलिए मुझे एक रास्ता मिल गया था लेकिन यह अब तक नहीं मिला है तो इन 4 लाइनों को वे स्तर 0 इस 0 की निशान रेखाओं के रूप में माना जाता है और प्रत्यय स्तर को इंगित करता है तो यहाँ क्या उल्लेख किया गया है यदि वे इस उदाहरण में अंतर नहीं करते हैं तो यह है कि स्तर 0 के निशान लाइनों के रूप में पहचाना जाता है जिसे हम अस्थायी रूप से आगे की प्रक्रिया के लिए संग्रहित करते हैं हमें इन 4 सीधी रेखाओं को और अधिक हेरफेर करना होगा तो हेरफेर कैसे करें आपकी यात्रा का i चरण है जहां i 0 से अधिक है क्योंकि चरण 0 आप पहले ही कर चुके हैं देखें विचार सरल है आप समझने की कोशिश करें एक समय में एक स्तर 1 माइनस के निशान लाइनों को उठाओ तो आप अब चरण 1 पर हैं i यहां 1 के बराबर है इसलिए आप स्तर 0 के निशान लाइनों को उठाते हैं वहाँ ऐसे 4 हैं एक समय में एक तो निशान रेखा के साथ यह सब ग्रिड बिंदुओं का पता लगाया जाता है ग्रिड बिंदुओं से शुरू होकर इस नए स्तर की नई निशान रेखाएँ मैं उत्पन्न करता हूँ जो कि स्तर I की निशान रेखा के लंबवत हैं आइए हम इस पर काम करने की कोशिश करें इसलिए मैं जो 2 बातें कह रहा हूं ट्रेल लाइन के साथ ग्रिड बिंदुओं का पता लगाया जाता है और इस ग्रिड बिंदुओं से शुरू होकर नई निशान रेखाएं होती हैं जो मूल ट्रेल लाइनों के लंबवत होती हैं जो वे उत्पन्न होती हैं तो आइए हम एक बार देखें इस क्षैतिज मान लें कि ग्रिड के साथ मेरे पास एक ग्रिड बिंदु है जो यहां और एक ग्रिड बिंदु यहां है तो ग्रिड पॉइंट काल्पनिक हैं ग्रिड पॉइंट वास्तव में स्टोर में नहीं हैं आप जानते हैं कि न्यूनतम अलगाव क्या है तो आप इस ग्रिड बिंदु की कल्पना करें मान लें कि हमारे पास 4 हैं इसी तरह इस लाइन के लिए इस दिशा में यहां एक ग्रिड बिंदु हो सकता है और यहां कुछ ग्रिड बिंदु हो सकते हैं अब इस ग्रिड के साथ आप अगले स्तर के निशान लंबाई के माध्यम से इंगित करते हैं जो इस के लंबवत हैं मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दें मान लीजिए कि मैं इस तरह की लंबाई का उपयोग करता हूं मैं इसे S1 कहता हूं इसलिए सभी ग्रिड बिंदुओं के पार मैं यह कर रहा हूं मैं बहुत सारी निशान रेखाएं खींच रहा हूं उनमें से कुछ बाधाओं को मार रहे होंगे और कुछ पार कर रहे होंगे जैसे यह जाएगा वैसे ही इस दिशा में वे दूसरी दिशा में भी वही काम करेंगे इन सभी को S1 S1 S1 S1 S1 और S1 के रूप में लेबल किया जाएगा इसी तरह इस दिशा में इस तरह की निशान रेखाएँ होंगी उन सभी को फिर से S1 के रूप में लेबल किया जाएगा ये सभी S1 हैं अभी आप यहां देख रहे हैं कि आपको उसी चीज की जरूरत नहीं है जो आपने यहां की है यहाँ की तरह आपने भी ग्रिड बिंदुओं की पहचान की होगी और आपने क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर चीजों को खींचा है लेकिन जो आप देखते हैं कि आपको यहां पहले से ही एक लाल और हरे रंग की रेखाओं का चौराहा मिल गया है एक T से आ रहा है और दूसरा S से आ रहा है यह T0 और S1 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है अब जैसे आपको एक रास्ता चौराहा मिला है आप एक रास्ते का पता लगा सकते हैं यहाँ तक की तरह फिर आप यहाँ इस ग्रिड पॉइंट तक जाते हैं और आपको एक रास्ता मिल गया है तो आप देखते हैं कि विचार बहुत सरल है आप इस तरह से करते हैं और आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां कुछ रेखाएं T से शुरू होती है और कुछ रेखाएं S से शुरू होती है और आप हर कदम पर इस जाँच को जारी रखते हैं और एक बार जब वे अन्तर्विभाजित होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने एक मार्ग प्राप्त कर लिया है आप वापस ट्रेस कर सकते हैं और एक मार्ग पा सकते हैं तो यह मिकामी और तबूची एल्गोरिथम के पीछे आवश्यक विचार है और यह एल्गोरिथ्म वास्तव में एक रास्ता खोजने की गारंटी देता है अगर यह मौजूद है अब यह उदाहरण आपने दिखाया है अब आप देखते हैं कि यह मिकामी तबूची एल्गोरिथ्म पर एक सुधार है मिकामी तबुची एल्गोरिदम में लाइनों के साथ मैं हर ग्रिड बिंदुओं को देख रहा हूं और मैं प्रत्येक ग्रिड बिंदुओं के साथ कई लंबवत रेखाएं चला रहा हूं तो हाईटावर का एल्गोरिदम क्या कहता है कि आपको कई लंब रेखाओं को चलाने की आवश्यकता नहीं होगी लाइनों की संख्या काफी कम हो सकती है तो बहुत जल्दी इस कदम को देखते हैं इसलिए सभी लाइन सेगमेंट बनाने के बजाय जो एक ट्रेल लाइन के लंबवत हैं आप केवल उन लाइनों पर विचार करते हैं जिन्हें बाधा से परे बढ़ाया जा सकता है जिसने लाइन को अवरुद्ध कर दिया है पूर्ववर्ती लाइन को अवरुद्ध कर दिया है इसलिए आप कुछ बिंदुओं से बचने की कोशिश करते हैं जिसे एस्केप पॉइंट और एस्केप लाइन कहा जाता है और मैं इसे उदाहरण के साथ समझाऊंगा इसलिए आप एस्केप पॉइंट और एस्केप लाइन का पता लगाने की कोशिश करते हैं और आप केवल एस्केप पॉइंट्स पर लंब रेखा खींचते हैं एल्गोरिदम के ये चरण समान हैं आप स्रोत और लक्ष्य के माध्यम से एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से गुजरते हैं अगर पहले स्तर की जांच हो जाती है अगर वे मिलते हैं अन्यथा पिछली जांच लाइन के लिए लंबवत रेखा को पास करें लेकिन सभी ग्रिड पॉइंट्स से नहीं केवल एस्केप पॉइंट्स से आइए उसी उदाहरण के साथ विचार को देखते हैं तो पहला कदम मिकामी और तबूची एल्गोरिदम के समान है हम S और T दोनों के माध्यम से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा चलाते हैं वैसे मैं इसे रंग में दिखा रहा हूं तो लेबल S0 होगा यह S0 होगा यह T0 होगा यह T0 होगा अब हम एस्केप पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं एस्केप पॉइंट देखें मतलब यह लाइन देखें यह लाइन इस बाधा को मार रही है बाधा बिंदु से ठीक पहले एक ग्रिड पॉइंट जिसे एस्केप पॉइंट के रूप में पहचाना जाता है तो अब यहां यह सेटिंग है इसी तरह यह रेखा बाधा को मार रही है तो इससे पहले कि आप इसे एक एस्केप पॉइंट के रूप में ले सकते हैं ऐसी ही स्थिति है ऊर्ध्वाधर रेखा किसी भी बाधा को नहीं मारती है तो आप यहां ग्रिड बिंदु ले सकते हैं तो इन ग्रिड बिंदुओं पर आप लंब रेखाएं चलाते हैं आप इस तरह लंब रेखा चलाते हैं इसे S1 कहते हैं एक लंब रेखा को कॉल करें यहां एक लंब रेखा खींचे इसे भी S1 कहें यहां एक और लंबवत रेखा खींचें इसे भी S1 कहें अब इन लंब रेखाओं के संबंध में आप इस तरह से एस्केप पॉइंट की पहचान करते हैं आप इस लाइन S1 को देखते हैं यह बाधा समानांतर के बहुत करीब से चल रहा है लेकिन यह इसे कहीं और नहीं मार रहा है यह यहाँ मार रहा है तो इसका मतलब है कि हमें एक एस्केप पॉइंट यहां मिलेगा और एक और बात आप यह भी जाँचते हैं कि यह कहाँ बाधा की सीमा को पार कर रहा है यह यहाँ है तो इससे परे यह एक और एस्केप पॉइंट परिभाषित किया जाएगा इसी तरह इस लाइन के लिए S1 तो यह यहाँ मार रहा है और यह यहाँ है यह सीमा पार कर रहा है तो यहाँ एक एस्केप पॉइंट होगा इसी तरह इस ग्रीन लाइन S1 के लिए

तो यहां एक एस्केप प्वाइंट परिभाषित किया जाएगा जहां यह सिर्फ इसे पार कर रहा है एक अन्य एस्केप प्वाइंट यहां परिभाषित किया गया है तो इस एस्केप प्वाइंट पर आपने लंबवत रेखाओं के एक और सेट को परिभाषित किया है तो इसके लिए लंब रेखा इस तरह होगी यह आपका S2 होगा इस पर आपकी लंब रेखा होगी यह भी S2 होगा तो इस पर लंबवत रेखा इस तरह होगी तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी यह T2 होगा और यहां यह इस तरह होगा तो अब आपने देखा है कि S से एक लाइन और T से एक लाइन इंटरसेक्टेड है अब वे वास्तव में बहुत से ऐसे हैं तो क्या ऐसा एक चौराहा यहाँ है एक ऐसा चौराहा यहाँ है आप उनमें से किसी एक को ले जा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इसे लेते हैं तो यह चौराहा आपको बताता है तो आपका मार्ग इस तरह का होगा फिर आपका रास्ता इसी के माध्यम से होगा तो हाईटावर के एल्गोरिथ्म में आप कुछ रास्तों को उत्पन्न कर सकते हैं जो बाधाओं की सीमाओं के करीब दौड़ते हैं जो अनावश्यक रूप से पथ में बाधा उतपन्न नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप इस तरह से एक तार चलाते हैं तो यह अनावश्यक रूप से इस क्षेत्र में अन्य तारों को आने से रोक सकता है इसलिए यह कुछ पंक्तियों का उपयोग करते हुए रास्तों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जो बाधाओं की सीमाओं के समानांतर और करीब चल रहे हैं तो यह हाईटावर के एल्गोरिथ्म के पीछे का मूल विचार है जिसे आप देख सकते हैं तो आपके द्वारा विचार की जा रही लाइनों की संख्या मिकामी तबूची एल्गोरिथम से बहुत कम है लेकिन आपको केवल एस्केप पॉइंट को पहचानना है तो यह भी बहुत कम्प्यूटेशनल रूप से शामिल नहीं है आपके पास आयताकार बाधाओं को संग्रहित करने के लिए डेटा संरचना है और बस सरल समन्वय ज्यामिति का उपयोग करके आप इस एस्केप पॉइंट की पहचान कर सकते हैं तो अंत में हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से कुछ ऐसे स्टेनर वृक्षों को देखते हैं जिनका हमने पहले उल्लेख किया था स्टेनर ट्री का अर्थ है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खंडों द्वारा परस्पर जुड़े बिंदुओं का एक सेट जिसे आयताकार स्टेनर ट्री कहा जाता है जहां कुछ बिंदुओं को उन बिंदुओं पर भी अनुमति दी जा सकती है जहां यहां जैसे टर्मिनल हैं अब स्टेनर ट्री का लाभ यह है कि हम वास्तव में लेआउट कैसे करते हैं और इंटरकनेक्शन की लंबाई आमतौर पर सरल बिंदु से बिंदु मार्ग की तुलना में कम होती है लेकिन सामान्य सबसे छोटा स्टेनर पेड़ समस्या है स्टेनर न्यूनतम पेड़ की समस्या का पता लगाना कम्प्यूटेशनल रूप से जटिल है तो स्टेनर ट्री बेस एल्गोरिदम हैं जिसके बारे में हम यहां विस्तार में नहीं जा रहे हैं तो यहां हम पेड़ के किनारों की लंबाई के कुछ को कम करने के लिए लक्ष्य को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं सटीक संस्करण मौजूद हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह एक NP कठिन समस्या है आप केवल बहुत छोटी समस्या उदाहरणों के लिए सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अनुमानित हेयरिस्टिक्स में बड़ी समस्याएं मौजूद हैं और यह भी कि आप एक भारित स्टाइनर ट्री का अर्थ है कि सभी किनारों के बराबर वजन देने के बजाय आप एक वजन पैरामीटर W के साथ एक खंड की लंबाई के साथ वजन को गुणा करते हैं यह वजन उस क्षेत्र की भीड़ को इंगित करता है इसलिए यदि आप हमारे क्षेत्र के माध्यम से एक नेट चला रहे हैं जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है कि वजन मूल्य अधिक होना चाहिए तो आपको भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ काम किए गए हैं जहां स्टेनर पेड़ मनमाने ढंग से उन्मुखीकरण के साथ हैं विशेष रूप से विकर्ण कनेक्शन 45 डिग्री कोण कनेक्शन की भी अनुमति है तो कुछ ग्रिड रूटिंग एल्गोरिदम हैं जो स्टेनर ट्री पर भी आधारित हैं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं धन्यवाद